हम पूर्वानुमान मॉडल पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं पिछले व्याख्यान में हमने इस डेटा के लिए पूर्वानुमान मॉडल विकसित किए इस डेटा को हमने एक स्थिर मॉडल का प्रतिनिधित्व किया तथा हमने इस डेटा के लिए पूर्वानुमान मॉडल को देखा हमने सरल औसत भारित औसत चलती औसत और सरल घातीय चौरसाई को देखा और उन सभी को हम इस मॉडल पर और इस मॉडल में परीक्षण करते थे हमने मान लिया कि यह डेटा एक स्थिरांक का प्रतिनिधित्व करता है और हम उस स्थिरांक का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तथ्य यह है कि इनमें से प्रत्येक डेटा निरंतर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है यह हमारे विश्वास से आता है कि एक अंतर्निहित भिन्नता या शोर या कुछ है जिसे किसी विशिष्ट कारण या किसी विशिष्ट कारण को नहीं सौंपा जा सकता है इसलिए हमने मान लिया कि यह निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है और हमने उस मॉडल को फिट करने की कोशिश की जो हमें निरंतर प्रदान करता है अब आज हम एक अलग प्रकार के डेटा को देखेंगे और हम इस डेटा को स्थानांतरित करेंगे अब यदि हम इस डेटा को देखते हैं और यदि हम किसी को भी इस डेटा का पूर्वानुमान लगाने के लिए कहते हैं हम एक पूर्वानुमान दे रहे हैं जो 35 से अधिक है क्योंकि जैसे जैसे हम इन नंबरों के साथ आगे बढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि एक बढ़ती प्रवृत्ति है तो हम एक निश्चित व्यवहार और इस मामले में दिखाने के लिए प्रवृत्ति शब्द का उपयोग करते हैं इसमें वृद्धि होती है अब हम इस डेटा के लिए एक स्थिर मॉडल फिट नहीं होंगे और नहीं करना चाहिए उदाहरण के लिए यदि हमने यह सरल औसत लिया है तो इन 6 संख्याओं का कुल औसत 181 होता है और सरल औसत 3016 होगा अब औसत औसत 3016 हमेशा मूल्यों की सीमा के भीतर होता है और इसलिए यहां कहीं होगा जबकि सार्थक पूर्वानुमान एक संख्या होगी जो इस 35 से अधिक है तो हम पहले के मॉडल का सीधे उपयोग नहीं करते हैं हम इसके लिए पूर्वानुमान देने के लिए सीधे सरल चलती औसत सरल घातीय चौरसाई वगैरह जैसे मॉडल का उपयोग नहीं करते हैं इसलिए अब हमें अलग अलग पूर्वानुमान मॉडल का निर्माण करना होगा जो प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षम हों जिसे यह डेटा प्रदर्शित कर रहा है तो चलिए पहले एक बहुत ही सरल मॉडल को देखते हैं जो चलन को पकड़ता है और फिर हम एक और उन्नत मॉडल को देखेंगे जो अब से पहले के रुझानों को पकड़ सकता है हम किसी भी मॉडल को स्थानांतरित करते हैं और समय के साथ हमें इनकी योजना बनाते हैं तो हम इसे 1 के बराबर समय 2 के बराबर समय 3 4 5 और 6 के बराबर समय कहते हैं X अक्ष पर समय और y अक्ष पर डेटा इसलिए हमें यहां समय प्लाट करनाचाहिए तथा फिर यहाँ हमारे पास डी है जो इस विशेष उत्पाद की मांग या बिक्री है तो 1 2 3 4 5 6 के बराबर समय और हमारे पास मान हैं हम यहां से शुरू करते हैं 24 26 28 30 32 32 36 और इसी तरह तो 1 के बराबर मान 26 है जो यहाँ है 2 के बराबर है मान 28 है जो यहाँ है 3 के बराबर है मान 29 है जो यहाँ है 4 के बराबर मान 31 है जो कि यहाँ कहीं है ५ के बराबर मान ३२ है जो यहाँ कहीं है और ६ के बराबर है मान ३५ है जो यहाँ कहीं है तो यह है कि 6 बिंदुओं को कैसे प्लॉट किया जाता है जब आप उन्हें इस पर प्लॉट करते हैं और एक इन 6 बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं जो हमें संकेत देते हैं कि एक बढ़ती प्रवृत्ति है और वे कुछ अर्थों में यदि हम एक रेखा खींचने की कोशिश करते हैं लाइन इस तरह जाएगी अब जब हम कोशिश करते हैं और एक रेखा खींचते हैं तो हम खुद से पूछते हैं कि क्या हम एक रेखा खींच रहे हैं जाहिर है इन सभी छह बिंदुओं का मेल नहीं है तो क्या हम एक रेखा खींचने जा रहे हैं जो अधिक से अधिक अंकों से गुजरने वाली है या हम एक रेखा खींचने जा रहे हैं जो इन 6 बिंदुओं में से प्रत्येक के करीब होने से इन 6 बिंदुओं का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है तो उत्तर हम दूसरा है और हम तब कोशिश करते हैं और एक रेखा फिट करते हैं या एक रेखा खींचते हैं जो इन 6 बिंदुओं के जितना संभव हो उतना करीब है तो मुझे पहले एक मुक्त हाथ का उपयोग करके रेखा खींचना है और फिर कुछ चीजों को समझाना है आइए मान लें कि यह रेखा इस तरह से होने वाली है अब यदि हम यह रेखा खींचते हैं तो हम जो करने जा रहे हैं वह अब इस बिंदु को रेखा पर इस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है इस बिंदु को इस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है यह इस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है यह इस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है यह इस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है और यह इस बिंदु द्वारा दर्शाया गया है अब हालांकि मैंने इस लाइन को खींच लिया है मुझे इस लाइन के अनुरूप समीकरण नहीं पता है क्योंकि मैंने फ्री हैंड स्केच बनाया है इसलिए मैं अब इस रेखा के अनुरूप समीकरण ढूंढना चाहूंगा ऐसा करने के तरीकों में से एक है अगर हम इस बिंदु पर विचार करें जैसे कि इस बिंदु को रेखा पर इस बिंदु द्वारा दर्शाया जाने वाला है और इसलिए वास्तविक बिंदु और बिंदु के बीच किसी प्रकार का अंतर होने वाला है जो इस रेखा पर है और हम कहते हैं हम इस अंतर को त्रुटि कहते हैं हम इसे त्रुटि कहते हैं अब यदि हम चाहते हैं कि यह रेखा यथासंभव इन 6 बिंदुओं के समीप हो तो हमें इस तरह से रेखा खींचनी होगी जिससे त्रुटियां यथासंभव कम हों जिस क्षण हम परिभाषित करते हैं कि त्रुटियों को जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए हमें यह भी देखना होगा कि कुछ स्थितियों में त्रुटि सकारात्मक हो सकती है जबकि कुछ अन्य परिस्थितियों में त्रुटि दूसरी दिशा में नकारात्मक हो सकती है इसलिए हम स्पष्ट रूप से इन सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को एक दूसरे को रद्द नहीं करना चाहते हैं इसलिए इसे देखने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम इस रेखा को खींचना चाहते हैं इस तरह से कि इन त्रुटियों के वर्ग को कम या अनिवार्य रूप से किया जाए हम वर्गों के त्रुटि योग को कम करने का प्रयास करते हैं वर्गों की त्रुटि राशि को कम करने की कोशिश करें जो अनिवार्य रूप से है हम ई वर्ग को कम करने की कोशिश करेंगे जहां ई प्रत्येक बिंदु के अनुरूप त्रुटि है तो यहाँ 6 बिंदु होंगे 6 त्रुटि शब्द होंगे अब हम चाहते हैं कि इन 6 त्रुटियों के वर्गों का योग कम से कम हो या यदि यह रेखा एक प्लस बीटी जहां a और b हैं का समन्वय करने जा रही है निर्धारित किया जाना है तो त्रुटि शब्द वाई होगा शून्य से एक ऋण बीटी त्रुटि शब्द है किसी विशेष बिंदु के लिए त्रुटि शब्द टी वें बिंदु के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि एट वाई टी के बराबर होता है और ऋण शून्य से बीटी होता है अब इन त्रुटियों के वर्गों का योग बन जाएगा सिग्मा ई टी वर्ग सिग्मा वाई टी माइनस के बराबर है एक शून्य से टी वर्ग अब हम वर्ग की त्रुटि राशि को कम करना चाहते हैं इसलिए हम वर्गों की त्रुटि राशि को कम करते हैं जो हमें कम से कम Y t ऋण शून्य से पूरे वर्ग को देता है अब हम a और b का पता लगाना चाहते हैं जो b का प्रतिनिधित्व करता है ढलान और Y का प्रतिनिधित्व करता है या t के लिए Y अक्ष पर मान 0 के बराबर है तो ए और बी को पता लगाना होगा जैसे कि वर्गों का यह त्रुटि योग कम से कम हो अब हम प्रयास करें और एक प्राप्त करें एक और बी का पता लगाने के लिए बहुत ही सरल अभिव्यक्ति इसलिए हम वाई माइनस बी टी वर्ग को कम करना चाहते हैं मैंने इसे वाई टी माइनस माइनस टी टी के रूप में दर्शाया है मैं इसे वाई माइनस बी टी के रूप में लिख रहा हूं हम इसे वाई टी माइनस बी टी के रूप में भी लिख सकते हैं अब इसे कम से कम किया जाना चाहिए और ए और बी का पता लगाना होगा इसलिए कम से कम करने की शर्त चरों के संबंध में 0 के बराबर पहली व्युत्पन्न है इसलिए हम आंशिक रूप से इस संबंध में अंतर करने की कोशिश करते हैं और फिर बी के संबंध में और फिर कोशिश करते हैं और मान प्राप्त करते हैं तो आंशिक रूप से विभेद के संबंध में हम 2 बार वाई माइनस माइनस बी टी के साथ माइनस साइन समिट करते हैं इसलिए 0 के बराबर योग और आंशिक रूप से b को सम्मान के साथ विभेदित करते हुए हम 2 बार मिलेंगे Y माइनस t माइनस t में माइनस bt होता है 0 के बराबर निरीक्षण करते हैं कि जब आप b से सम्मान के साथ अंतर करते हैं तो यह 2 बार Y माइनस माइनस bt हो जाता है और फिर से विभेदित होता है बी का सम्मान तो हम एक माइनस t प्राप्त करते हैं इसलिए माइनस यहाँ लिखा जाता है और टी यहाँ लिखा जाता है अब हम इस योग का विस्तार करते हैं और इसलिए हम लिखते हैं कि 2 समीकरण यहाँ अप्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि दाहिने हाथ की ओर 0 है तो हमें एक अभिव्यक्ति मिलती है सिग्मा Y n प्लस b सिग्मा टी के बराबर है यह जाता है 2 भी जाता है इसलिए सिग्मा वाई यहां है आप इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं इसलिए सिग्मा ए n n है जहां n एक संख्या है जहां n डेटा बिंदु है इसलिए na प्लस b सिग्मा tb एक स्थिरांक है जिसे बाहर ले जाया जा सकता है इसलिए b sigma t है पहला समीकरण दूसरा समीकरण होगा सिग्मा वाई टी एक सिग्मा टी प्लस बी सिग्मा टी स्क्वायर के बराबर है अब यहां गुणा करें इसलिए वाई टी फिर से यह शून्य और यह 2 जाता है इसलिए आपके पास वाई टी एक सिग्मा टी के बराबर है और फिर प्लस बी सिग्मा t वर्ग आता है क्योंकि यह t दूसरे t से गुणा होता है तो आपके पास 2 समीकरण हैं और 2 अज्ञात ए और बी हैं हम सीधे इसका उपयोग करके हल कर सकते हैं अब ऐसे समय हैं जब ए और बी के लिए अद्वितीय अभिव्यक्ति लिखने के लिए इसे सरल करना भी संभव है लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं कि हम इन समीकरणों को रखने जा रहे हैं जैसा कि वे हैं और हम हल करने जा रहे हैं अब अगर हम इस डेटा पर विचार करते हैं 26 28 29 31 31 32 35 तो हम इस डेटा को 26 28 29 31 31 32 35 पर देखते हैं यह आपका वाई टी या वाई है जैसा कि आप कॉल कर सकते हैं इसलिए यह वाई 1 वाई 2 वाई 3 वाई 4 वाई 5 और वाई 6 है हमें sigma Y या sigma Y t की आवश्यकता है इन सभी का एक योग है जो 181 14 23 24 26 31 181 है इसलिए इस शब्द को हमने लिखा है हमें b sigma t की आवश्यकता है so t 1 2 3 4 5 6 है इसलिए यह 21 3 plus 3 6 plus 4 10 15 plus 6 21 है इसलिए हमारे पास यह शब्द b s सिग्मा t है तो हमें sigma Y t के लिए पद की आवश्यकता है तो आपको वाई टी अवधि की आवश्यकता है तो Y में t 26 में 1 26 में 26 28 है 2 में 56 29 है 3 में 87 31 है 4 में 124 32 है 5 में 160 है 35 में 6 में 210 है और यह राशि 12 19 23 2 3 9 11 19 24 26 26 4 5 6 23 2 9 19 24 26 2 3 4 5 663 और फिर हमें अब यह शब्द सिग्मा वाई टी मिल गया है अब हमें इस शब्द का पता लगाने की आवश्यकता है जो सिग्मा टी स्क्वायर है इसलिए हम 1 वर्ग को 1 4 9 16 25 36 के रूप में लिखते हैं इसलिए यह कुल 5 प्लस 9 14 30 55 91 71 661 77 86 91 होगा इसलिए अब ये 2 एक साथ समीकरण बन जाते हैं सिग्मा वाई 181 ना 6 प्लस के बराबर है b सिग्मा t 21 b और 663 sigma t 21 a plus 91 b के बराबर है तो हमारे पास 2 अज्ञात के साथ 2 समीकरण हैं और हमें इन 2 को a और b के लिए हल करना है इसलिए सबसे आसान काम यह है कि इसे 2 से गुणा करें और इसे 7 से गुणा करें ताकि हम a को रद्द कर सकें और फिर प्राप्त कर सकें ख के लिए मूल्य और फिर हम कोशिश करते हैं और एक के लिए मूल्य प्राप्त करने के लिए स्थानापन्न इसलिए जब हम इसे हल करते हैं तो हमें समाधान 242667 के बराबर मिलता है और b 16857 के बराबर होता है इसका मतलब है कि यह रेखा 242667 के मान पर Y अक्ष को प्रतिच्छेद करने जा रही है और सबसे अच्छी फिट की इस लाइन में 16857 की ढलान है लेकिन फिर हम सातवीं अवधि के लिए एक पूर्वानुमान खोजने में रुचि रखते हैं जिसने वास्तव में हमें एक रेखा खींचने और उस रेखा के निर्देशांक का पता लगाने के लिए प्रेरित किया तो अब 7 वीं अवधि के लिए पूर्वानुमान जो हम बनाने जा रहे हैं वह इस रेखा पर 7 के बराबर टी के अनुरूप बिंदु है जो कि यह है कि हम जो रुचि रखते हैं वह 7 वीं अवधि के लिए पूर्वानुमान है और जो इसके द्वारा दिया गया है एक प्लस 7 बी तो 7 अवधि के लिए एफ सात पूर्वानुमान एक प्लस 7 बी है जो 242667 7 गुना 16857 में है जो कि 36066 है तो यह अवधि 7 नंबर के लिए हमारा पूर्वानुमान है और हम कहते हैं कि यह 36066 पर आने वाला है जो कि अवधि 7 के लिए पूर्वानुमान है इसलिए हमने अभी जो मॉडल देखा है वह रैखिक प्रतिगमन मॉडल है अंक के इन सेटों को देखते हुए हमें सर्वश्रेष्ठ फिट की लाइन भी प्रदान करता है अब 8 वीं अवधि के लिए पूर्वानुमान एफ 8 द्वारा दिया जा सकता है और प्लस 8 बी के बराबर है अब यह विधि कोशिश करने और पूर्वानुमान करने के लिए एक बहुत ही सहज अच्छी विधि है जब डेटा एक निश्चित मात्रा में प्रवृत्ति दिखाता है अब हमें वापस जाने और इस विधि को फिर से देखने के लिए हमारे पास क्या है हमने क्या किया है या इस पद्धति के पीछे क्या धारणाएं हैं प्रवृत्ति के साथ समय श्रृंखला डेटा के लिए रैखिक प्रतिगमन क्या धारणाएं हैं अब हमने जो पहला काम किया है वह यह है कि हमने सभी डेटा बिंदुओं पर विचार किया है दूसरा यह है कि हमने सभी डेटा बिंदुओं को समान वजन दिया है भले ही हमने त्रुटि को चुकता किया हो और कम से कम करने की कोशिश की हो हमने इनमें से प्रत्येक के साथ एक वजन नहीं जोड़ा उदाहरण के लिए हमने वाई माइनस में wt को न्यूनतम नहीं किया एक ऋण पूरे वर्ग को घटाया हमने ऐसा नहीं किया जिसका अर्थ है कि हमने सभी डेटा बिंदुओं के बराबर वजन दिया है और तीसरा है कि हमने त्रुटि राशि को कम करने की कोशिश की है वर्गों अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम समान डेटा के लिए किसी भी मॉडल में समान धारणाओं का उपयोग करते हैं जो हमारे यहां है अब उदाहरण के लिए यदि हम इस पर वही 3 धारणाएँ बनाते हैं जिसका अर्थ है कि हम एक मॉडल को फिट करते हैं जो सभी डेटा बिंदुओं का उपयोग करता है जो एक मॉडल को फिट करता है जो सभी डेटा बिंदुओं के लिए समान वजन देता है और हम मॉडल की कोशिश करते हैं जो वर्गों की त्रुटि योग को कम करता है सिवाय इसके कि क्योंकि यह डेटा निरंतर डेटा है हम बस Y के C के बराबर फिट होते हैं और क्योंकि यह डेटा ट्रेंड दिखाता है हम फिट होते हैं Y एक प्लस bt के बराबर है अब मान लें कि हम ऐसा करते हैं तो हम Y को C के बराबर फिट करते हैं और फिर हम छोटा करते हैं वर्गों का त्रुटि योग तो चौकों की एक त्रुटि राशि पूरे वर्ग में सिग्मा वाई माइनस सी होगी और हम सी का पता लगाना चाहते हैं जैसे कि वाई माइनस सी पूरे वर्ग को कम से कम किया जाता है फिर सी के लिए उत्तर केवल n द्वारा सिग्मा वाई होगा जो सरल अंकगणितीय माध्य है अतः यदि हम रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करते हुए C के बराबर एक मॉडल Y को फिट करने का प्रयास करते हैं और एक निरंतर डेटा के लिए वर्गों की त्रुटि राशि को कम करते हैं तो हम साधारण अंकगणित माध्य प्राप्त करते हैं जब हम एक ही धारणा बनाते हैं हम सभी डेटा बिंदुओं पर सभी डेटा बिंदुओं समान वजन आयु पर विचार करना चाहते हैं और प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वर्गों के त्रुटि योग को कम करने और प्लस बी टी को फिट करने के लिए हमें यह रैखिक प्रतिगमन मॉडल मिलता है जब हम डेटा के इस सेट को स्थिर डेटा देख रहे थे हमने यह भी कहा कि भले ही यह सभी डेटा बिंदुओं का उपयोग करने के लिए एक अच्छा विचार है हम हाल के अंकों को पुराने अंकों के मुकाबले थोड़ा कम वेटेज पर थोड़ा अधिक वेटेज देंगे और हमारी सोच हमें आगे बढ़ने की औसत और विशेष रूप से घातीय चौरसाई की ओर जो हमने पिछले व्याख्यान में देखा था तो अगर हम आश्वस्त हैं कि घातीय चौरसाई इस प्रकार के डेटा के लिए पूर्वानुमान करने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है तो स्पष्ट प्रश्न है क्या हम इस डेटा को प्रवृत्ति के साथ करने के लिए घातीय चौरसाई पर आधारित मॉडल रख सकते हैं हम यह भी जानते हैं कि सरल घातीय चौरसाई जो यहाँ इस्तेमाल की गई थी बहुत प्रभावी थी लेकिन सरल घातीय चौरसाई हमें केवल पूर्वानुमान देगी जो सीमा के भीतर है बस एक साधारण औसत हमें एक पूर्वानुमान देता है जो सीमा के भीतर है तो एक सरल घातीय चौरसाई जाहिर है हम यहां काम नहीं करेंगे और सरल घातीय चौरसाई वास्तव में पिछले मूल्य से पिछड़ जाएगी यह आपको मतलब के करीब एक मूल्य देगा जिसका अर्थ है यह पिछले मूल्य से पिछड़ जाएगा तो हमें एक मॉडल की आवश्यकता है जो एक ही समय में घातीय चौरसाई से विचारों का उपयोग करता है विभिन्न वजन बिंदुओं को अलग अलग वजन देता है जिसमें अधिक वजन उम्र के साथ हाल के बिंदु और कम वजन की उम्र से पुराने बिंदु होते हैं अब हम होल्ट के मॉडल पर चर्चा करेंगे जो बिल्कुल ऐसा करता है यह सभी डेटा बिंदुओं पर विचार करता है यह घातीय चौरसाई से विचारों का उपयोग करता है और यह हाल के बिंदुओं की ओर उत्तरोत्तर अधिक वजन देता है होल्ट के मॉडल में हम फिट होते हैं F t प्लस 1 प्लस bt के बराबर है अब F t plus 1 पीरियड t plus 1 के लिए पूर्वानुमान है स्तर को कहा जाता है जो अंतिम डेटा तक और इसके सहित स्मूथ वैल्यू को दर्शाता है बीटी लाइन की ढलान है जिसे हम बिंदु टी पर फिट कर रहे हैं तो एक स्तर या स्थिर का प्रतिनिधि मूल्य है और फिर हम इसमें एक ढलान जोड़ते हैं इसलिए जब हमें अगली अवधि का पूर्वानुमान मिलता है तो अगली अवधि का पूर्वानुमान पिछली अवधि या वर्तमान अवधि के अंत में स्तर होगा और फिर हम इसमें एक ढलान जोड़ते हैं इसलिए एक टी प्लस बी टी अब दोनों एक टी और बी दोनों घातीय चौरसाई का उपयोग करते हुए हर डेटा बिंदु के लिए अपडेट किए जाते हैं तो एक टी जो अंतिम बिंदु सहित एक स्तर का मान है जो कि अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा द्वारा एक टी 1 माइनस प्लस बी टी माइनस 1 में दिया जाता है वास्तव में यह हमारा बहुत परिचित घातीय चौरसाई समीकरण है सामान्य घातांक चौरसाई समीकरण के 2 भाग हैं एक मांग हिस्सा है और दूसरा पूर्वानुमान भाग अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी है अब अल्फा डी टी एक ही अल्फा है वजन डी टी है अंतिम अवधि के दौरान मांग है 1 शून्य से अल्फा मैंने पिछले व्याख्यान में एफ टी का उपयोग किया था लेकिन मैंने यह भी उल्लेख किया था कि इसके 2 संस्करण हैं तो अब हम एक संस्करण का उपयोग करेंगे अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी माइनस 1 इसलिए एफ टी माइनस 1 जो कि अवधि टी के लिए अवधि टी माइनस 1 के अंत में बनाया गया पूर्वानुमान है तो कुछ अर्थों में डी टी और एफ टी माइनस 1 तुलनीय हैं एफ टी माइनस 1 डी टी का अनुमान है इस अंकन में एफ टी माइनस 1 का मतलब होगा कि यह टी के लिए अवधि टी माइनस 1 के अंत में बनाया गया पूर्वानुमान है तो एक टी माइनस 1 प्लस बी टी माइनस 1 प्रतिनिधित्व करता है पीरियड टी के लिए पूर्वानुमान जिस तरह प्रति पीरियड टी प्लस 1 का पूर्वानुमान टी प्लस बी टी द्वारा दर्शाया गया है तो यहाँ समीकरण अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी माइनस 1 अधिकार की तरह है जब अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी जहां एफ टी माइनस 1 प्लस बीटी माइनस 1 पीरियड के लिए बनाया गया है जो टी अवधि के लिए बनाया गया है 1 प्लस बीटी माइनस 1 अब बीटी जो ढलान भी 2 घटक हैं एक कुछ अर्थ में घटक है जो स्तर से बाहर आता है और दूसरा घटक है जो ढलान से बाहर आता है तो बीटा अल्फा की तरह एक और घातीय चौरसाई स्थिर है एक शून्य में एक शून्य से एक टी शून्य से 1 यदि आप वर्तमान स्तर के मूल्य को एक लेते हैं और पिछले स्तर के मूल्य को एक शून्य से 1 लेते हैं तो कुछ अर्थों में उनके बीच का अंतर एक ढलान का प्रतिनिधित्व करता है तो यह 1 घटक है बीटा b का दूसरा घटक वास्तविक ढलान से आता है जिसे गणना की गई थी तो b t में भी 2 घटक हैं जो घातीय चौरसाई के माध्यम से संबंधित हैं एक t में 2 घटक भी हैं जो कि संबंधित हैं घातीय चौरसाई के माध्यम से अब मैं इसे आगे समझाता हूं अब जब हमने Y को रैखिक प्रतिगमन के माध्यम से प्लस b t के बराबर किया अब ये 6 बिंदु थे सफेद बिंदु बिंदु हैं और हमने एक पंक्ति को फिट करने की कोशिश की जो उन सभी से गुजरती है और यथासंभव 6 बिंदुओं के करीब है होल्ट के मॉडल में हम ऐसा नहीं करेंगे उदाहरण के लिए हम यहां 6 वें स्थान पर हैं और हम 7 वें बिंदु का पूर्वानुमान लगाने में रुचि रखते हैं अब यह सफ़ेद चीज़ आपका D 6 है 6 बिंदु पर मांग जो कि एक डेटा है जिसे हम जानते हैं 6 के बराबर t का स्तर मान इस बिंदु के बराबर है जो वास्तव में इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है स्तर को घातीय चौरसाई के माध्यम से प्राप्त किया जाता है इन चीजों को एक निश्चित तरीके से और डी 6 सहित हमारे पास एक स्तर है जो यहां है इसलिए एक बार जब हम इस स्तर को जान लेते हैं तो हमें इस बिंदु पर ढलान की भी आवश्यकता होती है रैखिक प्रतिगमन मॉडल में जब हम लाइन को फिट करते हैं तो ढलान लाइन के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है होल्ट मॉडल में हम जा रहे हैं अंतिम बिंदु तक और हर बिंदु पर ढलान को फिर से परिभाषित करना तो हम ढलान को खोजने के लिए यहां कुछ गणना करेंगे और इसलिए एक 6 प्लस बी 6 हमें एफ 7 देगा हम 6 और बी 6 कैसे ढूंढते हैं अब एक 6 और बी 6 में 2 घटक होते हैं अब एक टी अब अगर हम इसे देखें तो एक टी में एक घटक अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एक टी माइनस 1 प्लस बी टी माइनस 1 है तो एक टी में 2 घटक होते हैं एक जो इस मांग से निकलता है दूसरा जो इस से बाहर आता है वह है आपका टी माइनस 1 प्लस बी टी माइनस 1 यह प्लस तो इसका उपयोग यह है कि यह एक और इस प्लस ढलान का उपयोग करके गणना की जाती है और वे एक घातीय चौरसाई समीकरण के माध्यम से संबंधित हैं इसी तरह इस बिंदु पर ढलान में भी 2 घटक होते हैं एक होता है टी माइनस 1 पर ढलान इस बिंदु पर ढलान और दूसरा अनिवार्य रूप से इस बिंदु और इस बिंदु के बीच ढलान जो शून्य से शून्य पर आता है 1 तो हर बिंदु टी के लिए होल्ट्स मॉडल में कुछ अर्थों में हम वास्तव में एक स्तर और ढलान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें जोड़ते हैं ताकि हमें अगली अवधि के लिए पूर्वानुमान मिल जाए तो हम जानते हैं कि अगली अवधि के लिए पूर्वानुमान और फिर हम जानते हैं कि मांग बिंदु और इसे तब तक जारी रखना है जब तक कि हम अंतिम उत्तर न पा लें तो चलिए होल्ट के मॉडल में संगणनाओं की व्याख्या करते हैं डेटा के एक ही सेट के लिए 26 28 29 31 32 32 35 हम पहले ही देख चुके हैं जब हम 36066 का अनुमान लगाते हैं जब हम फिट होते हैं तो यह F 7 36066 हो जाता है आइए देखते हैं कि क्या होता है जब हम होल्ट के मॉडल का उपयोग करते हुए फिट होते हैं अब एक ही डेटा हम सभी घातीय चौरसाई की तरह 26 28 29 31 32 32 का उपयोग करने जा रहे हैं हमें कुछ प्रारंभिक मूल्यों की आवश्यकता है और हमें इन चौरसाई स्थिरांक के मूल्यों को भी ठीक करने की आवश्यकता है तो हम 02 नोट के बराबर अल्फा को ठीक करते हैं अल्फा घातीय चौरसाई स्थिरांक है तो हम एक टी की गणना करते हैं और बीटा घातीय चौरसाई स्थिरांक है जब हम ढलान की गणना करते हैं तो अल्फा 02 बीटा है 03 जो हमने अपनी गणना में ग्रहण किया है हमें कुछ प्रारंभिक मूल्यों की भी आवश्यकता है इसलिए बहुत पहले मूल्य जो 26 है हम मानते हैं कि डी 1 26 है डी 1 26 के बराबर इसलिए हम मानते हैं कि जिस स्तर पर पहला बिंदु है हम यहां गणना करते हैं यह 26 है इसलिए सफेद एक सफेद बिंदु डी 1 का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा रंग बिंदु 1 का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए अभी हम यह मानने जा रहे हैं कि पहले बिंदु के लिए स्तर का मूल्य वही है जो मान्यताओं में से एक है और हमें यहां एक ढलान शुरू करने की भी आवश्यकता है और यहां ऐसा करने के लिए हम वास्तव में कोशिश करते हैं हम इन 6 बिंदुओं को जानते हैं इसलिए एक ज्ञात 6 बिंदुओं के साथ प्रारंभिक ढलान लाइन में शामिल होने का अनुमानित ढलान है पहला बिंदु और पहला बिंदु अंतिम बिंदु इसलिए ढलान का प्रारंभिक मूल्य है 35 माइनस 26 जो 9 है 9 को 5 से विभाजित किया गया है जो 18 है इसलिए 1 और बी 1 का प्रारंभिक मान 26 और 18 है इसलिए होल्ट के मॉडल एफ 2 के लिए हमारे समीकरण 1 प्लस बी 1 के बराबर है जो 278 है अब हमें अपने पिछले समीकरण पर एक 2 का पता लगाना है जो कि अल्फ़ा D t प्लस 1 माइनस अल्फ़ा है माइनस 1 प्लस bt माइनस 1 में इसलिए 2 a अल्फ़ा D 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा D 1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा a में होगा 1 प्लस बी 1 तो अल्फा डी 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बी 02 अल्फ़ा 02 डी 2 28 है यहाँ से प्लस 08 एक 1 प्लस बी 1 में आता है जिसे हमने गणना की है जो एफ 2 है तो 08 में 278 जो 2784 हो जाता है इसलिए जब हम होल्ट के मॉडल को लागू करते हैं तो यह मूल्य 28 है सफेद 1 28 है जो कि मांग बिंदु है और यह 1 2784 है जब हम होल्ट के मॉडल को लागू करते हैं तो हमें इस बिंदु पर ढलान 2784 मिली इस बिंदु पर ढलान की गणना अब इस बिंदु पर ढलान 3 की मान ली गई 3 की गणना की गई यहाँ अब घातीय चौरसाई का उपयोग करके गणना की गई है तो इस बिंदु पर ढलान अब 2 शून्य से एक 1 बी 1 में 1 प्लस 1 शून्य से 1 बीटा है इसलिए बीटा 03 2 2 शून्य है 1 गणना 2784 और 26 के बीच का अंतर है जो 184 प्लस 1 बीटा है पिछले ढलान में 07 है जो 18 है इसलिए यह अब 1812 हो गया है और F 3 एक 2 प्लस b 2 है जो 29652 है अब डी 3 29 और एफ 3 29652 है अब हमें एफ 4 का पता लगाने की आवश्यकता है हमें 3 प्लस बी 3 की आवश्यकता है अब 3 और बी 3 का उपयोग करके गणना की जानी है इसलिए अब हम उत्तरोत्तर संख्याओं की गणना कर सकते हैं और यह तालिका बताती है कि ये संख्याएँ क्या हैं इसलिए अवधि 4 D 4 के लिए 31 a 4 312352 है b 4 का 1755 और यह 31294 है और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अंत में पता लगाते हैं कि F 7 3632 है इसलिए मुझे यह 3632 यहाँ लिखना है यह Holt के मॉडल का उपयोग कर रहा है यह Holt के मॉडल से है अब Holt के मॉडल में है अगर हम इसे अंत में देखें तो एक 6 34592 b 6 17272 है इसलिए एक 6 यहाँ है प्रतिनिधि मूल्य 34592 b 6 है 17272 था और आखिरकार हमें 3632 मिला तो यहां का प्रतिनिधि मूल्य 34592 था वास्तविक मूल्य 35 है ढलान लगभग 18 है लेकिन ढलान 17272 पर आ गया है और अंतिम मूल्य 3632 है अब हम देखते हैं कि अंतिम रूप से होल्ट के मॉडल द्वारा दिया गया पूर्वानुमान उस पूर्वानुमान से थोड़ा अधिक है जिसे हमने रेखीय प्रतिगमन का उपयोग करके प्राप्त किया था अब यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हर बार होल्ट का मॉडल रैखिक प्रतिगमन की तुलना में थोड़ा अधिक होगा लेकिन इसकी बहुत संभावना है इसलिए एक कारण यह है कि यदि हम इस डेटा को देखते हैं तो मान बढ़ता रहता है लेकिन तब यदि आप पिछले कुछ नंबरों को देखें तो वृद्धि पहले की तुलना में थोड़ी अधिक है इसलिए जब हमने लाइन को फिट किया तो हमने इन सभी बिंदुओं को समान महत्व दिया और इसलिए छोटी वृद्धि अनिवार्य रूप से इसे थोड़ा पीछे खींच लिया और हमें 36066 मिला अब क्योंकि हम 35 को अधिक वेटेज दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि एक बड़ी वृद्धि इस 35 की ओर थोड़ा खींचने की प्रवृत्ति है और इसलिए मूल्य इस से थोड़ा अधिक हो गया लेकिन होल्ट की विधि के फायदों में से एक यह है कि यह घातीय चौरसाई के विचार को पकड़ता है जिसका अर्थ है कि हम पूर्वानुमान के दौरान और कुछ अर्थों में अधिक वजन दे रहे हैं हम वास्तव में हर बिंदु पर स्तर और प्रवृत्ति की गणना कर रहे हैं एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें रैखिक प्रतिगमन के विपरीत घातीय चौरसाई शामिल है जहां हम सभी बिंदुओं को समान महत्व देकर एक शॉट में गणना करते हैं तो कुछ अर्थों में इस डेटा के लिए सरल घातीय चौरसाई ने क्या किया होल्ट की विधि इस प्रकार के डेटा को करने की कोशिश करती है इसलिए यह है कि हम सामान्य रूप से पूर्वानुमान लगाते हैं जब डेटा प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तो हम अब पूर्वानुमान का एक और पहलू देखेंगे तो मान लेते हैं कि हम इस तरह के डेटा को देख रहे हैं जहां वर्ष को 4 तिमाहियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तिमाही के लिए डेटा 3 वर्षों के लिए दिया गया है इसलिए यदि हम 1 वर्ष लेते हैं तो तिमाही डेटा 53 हैं 22 37 और 45 अब जब हम इस तालिका को देखना शुरू करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इस दिशा में एक प्रवृत्ति प्रतीत हो रही है उन सभी के लिए कुल योग भी बढ़ रहा है लेकिन वर्ष का प्रत्येक तिमाही नहीं दिखा रहा है लगातार डेटा इस में भिन्नता है अब इस चीज को सीज़निटी कहा जाता है इसलिए प्रत्येक तिमाही एक सीज़न का प्रतिनिधित्व करती है और डेटा इस मामले में एक निश्चित मौसमीता दिखा रहा है इसलिए हमें ऐसे पूर्वानुमान मॉडल की आवश्यकता है जो मौसमीता को कैप्चर करें मौसमीता महत्वपूर्ण है क्योंकि कई उत्पाद मौसमीता का प्रदर्शन करते हैं सामान्य उदाहरण जो दिए गए हैं वे आइस क्रीम की बिक्री हैं सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक सर्दियों के मुकाबले गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर की बिक्री अधिक होती है कुछ जगहों पर हीटर की बिक्री गर्मियों में सर्दियों में अधिक होती है स्वेटर की बिक्री गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक होती है इसलिए उत्पाद एक निश्चित मौसम का प्रदर्शन करते हैं अब क्या हम उस उत्पाद की सीज़निटी को पकड़ सकते हैं और फिर पूर्वानुमान लगा सकते हैं यह अगला सवाल है इसलिए हम पहले एक साधारण सीज़न मॉडल का निर्माण करेंगे और फिर हम एक सीज़न मॉडल का विकास या व्याख्या करेंगे जो विचारों का उपयोग करता है घातीय चौरसाई से तो साधारण सीज़नलिटी मॉडल इस तरह है पहले हमें 4 वर्षों के लिए कुल मांग का पता लगाना चाहिए और यह 157 173 189 है इसलिए ये पिछले वर्षों में कुल मांग हैं अब हम क्या करते हैं हम हर मौसम के साथ एक सीज़नसिटी इंडेक्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं इसलिए पहली तिमाही से जुड़ा एक सीज़नलिटी इंडेक्स पहली तिमाही द्वारा पूरी की गई कुल माँग का अनुपात है तो यह कि 5 by से विभाजित होकर 53 हो जाएगा इसलिए 12 37 से विभाजित 25 15 45 से विभाजित होकर 15 45 और4 से विभाजित होकर अब दूसरे वर्ष में पुन मौसमी सूचकांक 5 divided से १५ १५ and से विभाजित होकर १५ and हो जाएंगे तो हम 3 साल के लिए और 4 तिमाहियों के लिए मौसमी सूचकांकों की गणना करते हैं तो मौसमी सूचकांकों हैं तो इन 453 157 से विभाजित 03422 है जो 157 से विभाजित है 014 और इसी तरह तो मौसम संबंधी सूचकांकों की गणना इस तरह से की जाती है अब इन मौसम संबंधी सूचकांकों से हम इन सभी को 1 तक जोड़ सकते हैं और इन मौसम संबंधी सूचकांकों से हम मौसम संबंधी सूचकांकों के औसत का पता लगा सकते हैं तो इन मौसमी सूचकांकों का औसत यहाँ 0337 014 और 0293 दिया गया है ये इस तरह से औसत हैं अब औसत में से कुछ को भी 1 के बराबर होना चाहिए लेकिन कभी कभी औसत में त्रुटियों का कुछ दौर हो सकता है और इसलिए यह एक से थोड़ा कम हो सकता है या यह 1 से थोड़ा अधिक हो सकता है लेकिन कई बार ठीक है यह 1 तक जोड़ देगा अगर यह नहीं है कि हम इसे 1 के लिए सामान्य कर सकते हैं ताकि सूचकांकों का योग भी 1 हो तो अब हमने इन सूचकांकों पर कब्जा कर लिया है और 3 वर्षों में इस औसत के आधार पर हम कह सकते हैं कि तिमाही 1 की कुल मांग का 337 प्रतिशत के लिए कुल तिमाही 2 खातों की कुल मांग 3 प्रतिशत के 14 प्रतिशत के लिए कुल माँग का 233 प्रतिशत और तिमाही 4 माँग कुल माँग का 293 प्रतिशत है अब योग 157 173 189 हैं और योग एक निश्चित बढ़ती प्रवृत्ति या एक रेखीय प्रवृत्ति दिखाते हैं अब हम एक मॉडल को मांग का पूर्वानुमान करने के लिए फिट कर सकते हैं 4 वें वर्ष के लिए अब इस विशेष उदाहरण के लिए केवल 3 डेटा बिंदु हैं इसलिए हमारे लिए एक घातीय चौरसाई आधारित मॉडल या एक होल्ट मॉडल को फिट करना मुश्किल होगा इसलिए हम रैखिक प्रतिगमन के लिए जाते हैं और फिर हम प्रकार के एक मॉडल को फिट कर सकते हैं Y एक प्लस b t के बराबर है इसलिए जब हम Y का मॉडल फिट करते हैं तो Y एक प्लस bt के बराबर होता है हम Y को 141141 प्लस 16 t के बराबर पाते हैं और 4 पी के बराबर 4 पी अवधि के लिए मांग का पूर्वानुमान 205 हो जाएगा इसलिए 205 इस अवधि के लिए और बाद की मांग का पूर्वानुमान होगा हम जानते हैं कि तिमाही 1 के खाते में 2057 2 तिमाही के 337 प्रतिशत में 205 के 14 प्रतिशत के लिए खाते हैं हम केवल 4 पूर्वानुमानित मान प्राप्त करने के लिए अनुपातों से गुणा करते हैं जो कि 6908 287 4777 और 6006 4 मौसमों के लिए पूर्वानुमानित मान हैं इसलिए 62 पूर्वानुमान 6908 27 287 और इतने पर बनाता है तो यह मौसमी पूर्वानुमान करने के लिए एक बहुत ही अल्पविकसित एल्गोरिथ्म है जहां हम डेटा को मौसमीकृत करते हैं मौसमी सूचकांकों के औसत की गणना के लिए मौसमी सूचकांक अलग अलग कुल मांगें लेते हैं मांग का पूर्वानुमान करते हैं और नए पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए मौसमी सूचकांकों को गुणा करते हैं सभी 4 मौसमों के लिए इस अल्पविकसित एल्गोरिथ्म या विधि में केवल कुछ ही प्रश्न हैं और हम देखेंगे कि आज हम इस व्याख्यान को बंद करने से पहले पहला प्रश्न जो आमतौर पर पूछा जाता है वह यह क्यों नहीं हो सकता मैं केवल इन 3 मूल्यों को लेता हूं और स्वतंत्र रूप से एक Y बराबर प्लस बीटी और पूर्वानुमान प्राप्त करें गणितीय रूप से यह संभव है और यह सक्षम है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक मूल्य भी मिलेगा जो 6908 के बहुत करीब है आम तौर पर ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि इसका मतलब 2 चीजें हैं इसका मतलब है कि आप इस तिमाही को अन्य 3 तिमाहियों से स्वतंत्र मान रहे हैं जबकि जब आप एक मौसमी मॉडल को फिट करते हैं तो आप कहीं न कहीं निर्भरता के बीच या क्वार्टर के बीच कब्जा कर रहे हैं तो आप इसे स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं यह भी कहने के बराबर है 12 डेटा पॉइंट हैं मैं डेटा पॉइंट नंबर 1 5 और 9 उठा रहा हूं और मैं 13 वें डेटा पॉइंट का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो सामान्य रूप से नहीं होता है तो हम आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं हम इसे सीज करते हैं फिर हम इसे दूसरा सवाल लाते हैं जो अक्सर पूछा जाता है अब यह वही है जो 29 से 29 की प्रवृत्ति को दर्शाता है और 30 को मुझे औसत करना चाहिए या क्या मुझे एक और प्रवृत्ति फिट करनी चाहिए मॉडल यहीं है यह मानते हुए कि एक बढ़ती प्रवृत्ति है सामान्य उत्तर यह है कि आप इसे औसत कर रहे हैं जब तक कि आपके पास वास्तव में कई वर्षों का डेटा न हो यह दिखाने के लिए कि किसी विशेष तिमाही में सूचकांक स्वयं एक प्रवृत्ति दिखा रहा है यदि सूचकांक स्वयं एक प्रवृत्ति दिखा रहा है और यदि आप आश्वस्त हैं कि आप एक प्रवृत्ति मॉडल फिट कर सकते हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि यदि 1 सूचकांक एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखा रहा है तो हम कहीं और किसी अन्य तिमाही में इसे प्रदर्शित करेंगे घटती प्रवृत्ति लेकिन आमतौर पर औसत को मौसमी रूप दे दिया जाता है इसलिए अगला मॉडल जिसे सर्दियों का मॉडल कहा जाता है जहां हम घातीय चौरसाई का उपयोग करते हुए ट्रेंड और सीज़न इंडेक्स के स्तर को पकड़ने की कोशिश करते हैं हम अगले व्याख्यान में देखेंगे